छात्रों आपका स्वागत है तो हम अकाउंट रिसिवेबल मैनेजमेंट के विपरीत विविध लाभ है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लागत में कमी उपभोक्ता को सीधे दी जा सकती है तो अब इस चर्चा में हम यह जानेंगे कि कंपनियों द्वारा रिसिवेबल्स पर बेचने के बारे में सोच सकता है यह प्रत्यक्ष उद्देश्य है लेकिन विक्रेताओं के अलग अलग मकसद होते हैं इसलिए मैं विक्रेताओं के उन उद्देश्यों पर आपके सामने बात करुंगा लेकिन पहले हम देखेंगे कि खरीदार का मकसद क्या है और विक्रेता का मकसद क्या है चाहे वह ख़रीदार हो या चाहे वह वितरण का एक चैनल से सामान क्रेडिट पर लेना चाहता हो और तब बिक्री की जाती है और खरीदार से राशि एकत्र की जाती है फिर इसे कंपनी को वापस भुगतान किया जा सकता है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खरीदारों के मकसद या ग्राहक के मकसद के बारे में यह कुछ भी हो सकता है लेकिन मोटे तौर पर अगर आप ग्राहकों के बारे में बात कर रहे हैं ग्राहकों का मकसद खरीदारों का मकसद है वह पैसे के वर्तमान मूल्य को कम से कम करना है जब वह एक लंबी अवधि में भुगतान करना चाहता था और जब वह क्रेडिट कम हो जाती है और वह विक्रेता को या खुदरा विक्रेता को या सीधे कंपनी को जो भी भुगतान कर रहा है वह कीमत का बहुत कम भुगतान कर रहा है तो उसका मकसद पैसे की टाइम वैल्यू पर क्यों खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि अगर आप निर्माता से आज 100 रंगीन टीवी खरीदेंगे तो उन्हें तुरंत बाजार में बेच सकेंगे या उन्हें भंडारित किया जाना है या उन्हें कुछ समय के लिए रखा जाना है इसलिए उसके पास दो विकल्प हैं वह अपने पैसे का निवेश कर सकता है या फिर आप कह सकते हैं कि स्टॉक रख सकता है और फिर बाजार में बेच सकता है और बाद की तारीख में जब इसे बिक्री में परिवर्तित किया जाता है तो वह भुगतान कर सकता है लेकिन कई मामलों में यदि धन की उपलब्धता की कमी के कारण उसके लिए संभव नहीं है तो वह फर्म की आसान उपलब्धता के बारे में बात करते हैं जो निर्माताओं के लिए ही संभव है निर्माताओं के पास वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टैरिफ क्या है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा लेकिन इस मामले में हम बात करेंगे की फ़ाइनेंशियल मार्केट टैरिफ को बनाए रख सकता है इसलिए इस उद्देश्य के साथ खरीददार न्यूनतम भुगतान करना चाहता है इसलिए वह भुगतान में देरी करना चाहता था ताकि पैसे का शुद्ध वर्तमान मूल्य न्यूनतम हो वह जो भुगतान कर रहा है वह न्यूनतम हो वह भुगतान के वर्तमान मूल्य को कम करना चाहता था जो वह बना रहा है और भुगतान में देरी के बाद यह संभव है वितरण चैनल के अनुसार उनका उद्देश्य यह है कि अपने स्वयं के धन का निवेश करने के बजाए उन्हें निर्माता से क्रेडिट पर सामग्री या सामान खरीदना चाहिए और इसे ग्राहक को बाजार में बेचने और नकदी की वसूली के बाद वह निर्माता को भुगतान पारित कर सकता है क्योंकि वितरण नेटवर्क के लिए संगठित धन उपलब्ध नहीं है इसलिए उसे असंगठित बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है या फंड में वृद्धि के कारण उसकी वित्तीय लागत बढ़ जाती है तब वह मुश्किल में है इसलिए वह मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता और वह खुद को उस तरह की स्थिति में नहीं डालना चाहता तो उसका उद्देश्य निर्माता से क्रेडिट या शायद ग्राहक है उनका उद्देश्य यह है कि वह उस पैसे के वर्तमान मूल्य को कम से कम करना चाहते हैं जिसके लिए वह भुगतान कर रहे हैं हो सकता है कि वह खरीदार को भुगतान कर रहा हो या वितरक को भुगतान कर रहा हो अब दूसरी तरफ आते हैं जो निर्माता के उद्देश्य हैं निर्माता की मंशा क्या है क्यों वह क्रेडिट क्यों बना रहे हैं उन्होंने इसे पहले से ही एसेट पर किए गए हैं या बिक्री का हिसाब खराब ऋण भी हो सकता है इसलिए लेकिन फिर भी वह क्रेडिट पर बेचते हैं या कोई अन्य उद्देश्य हो सकता है इसलिए हमारी चर्चा के लिए मैंने निर्माताओं के उद्देश्यों को तीन व्यापक घटकों में विभाजित किया है पहला घटक ऑपरेटिंग पर बिक्री कर रहा है तो अधिकतम बिक्री बढ़ जाती है इसलिए उसका रेवेन्यू मकसद का संचालन है और यहां निर्माता के लिए बाजार में ऋण का विस्तार करने का कारण यह है कि बाजार में विभिन्न परिस्थितियां हो सकती है एक हैएडजस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है अब उसके पास चार विकल्प उपलब्ध हैं और कौन सा उसके लिए अधिक उपयुक्त है कौन सा उसके लिए अधिक उपयोगी है एक निर्माता के रूप में वह उसके लिए विकल्प चुन लेगा वह इन सभी विकल्पों को प्राथमिकता देगा और चुनेगा की कौन अधिक उपयोगी है और उसके लिए उपयुक्त है एक है एडजस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बिक्री बढ़ जाती है आपके ऑटोमोबाइल जारी रखनी होगी क्योंकि अन्यथा क्या होगा उसका विकल्प यह है कि यदि आप केवल नकदी पर बेचना चाहते हैं तो वह अधिकतम उत्पादन करेगा और जब बिक्री कम हो जाएगी तो उसे कम से कम करना होगा इसलिए उसे उत्पादन बंद करना होगा या अपने उत्पादन को कम करना होगा उसे इस पूरी प्रक्रिया में उत्पादन कम से कम करना होगा जो वह कर रहा है उसे निर्माण प्रक्रिया को बहुत बार समायोजित करना होगा और निर्माण प्रक्रिया को बहुत बार समायोजित करना संभव नहीं है यदि उस स्थिति में यह संभव नहीं है अगर कुछ उत्पादन उस समय चल रहा है लेकिन किसी भी कारण से बाजार में बिक्री में गिरावट आई है तो क्या होगा इन्वेंटरी को बनाए रखने और प्रबंधित करने की लागत भी अधिक हो जाएगी यह संभव हो सकता है कि क्या वह ग्राहक से उस लागत को वसूल करने में सक्षम है और कभी कभी यह संभव नहीं है तो उसका विकल्प या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस संभालने से और अन्य लागत से लागत बढ़ती है लेकिन कभी कभी लागत अप्रचलन के कारण भी होती है कुछ सामग्री आज बाजार में बेची जाती है और कुछ समय बाद की तारीख में बेची जाती है तो यह कहा जा सकता है कि हम इसे उत्पाद की गुणवत्ता में कमी के रूप में कह सकते हैं इसलिए उसके पास या तो समायोजित करने का विकल्प है पीक सेल्स पर बेचने वाला पहला व्यक्ति होगा लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो या इन्वेंटरी है क्रेडिट को बनाए रखना और उसके साथ रहना अब उसका काम है और उदाहरण के लिए वह उत्पाद को ग्राहक को क्रेडिट का निर्माण करने से कुछ भी उपयोगी नहीं है क्योंकि इस तरह से वह खुद के लिए समस्या पैदा कर रहा है और कभी कभी ऐसा होता है कि क्रेडिट बढ़ते जाना शुरू हो जाएगा मुझे यकीन है कि मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ 90 के दशक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए खुला था ना कि निजी क्षेत्र के निर्माताओं के लिए लेकिन 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद जब यह निजी खिलाड़ियों की निजी प्रतियोगिता के लिए खोला गया तो स्टील सेक्टर में चला गया तो इसका मतलब है कि लगभग आप कह सकते हैं कि 40 से 45 बाजार तुरंत खो दीया हैं अब आप देख रहे हैं कि सेल कर सकता है लेकिन क्या होगा कि हजारों कर्मचारी हैं जो नियमित आधार पर काम कर रहे थे उनके वेतन का भुगतान करना होगा वे कार्यालय आएंगे वे संयंत्र में आएंगे पर उत्पादन में इस कमी का कोई विकल्प नहीं है तो अतिरिक्त या नियमित रोल या ग्राहकों को बेच सके तो केवल विकल्प जो उस समय कंपनी के साथ बचा था उन उत्पादों को स्टॉक के बढ़ते स्तर का कारण बना और जब उत्पादन निरंतर होता है और बिक्री अटक जाती है या वह पहले के 100 व्यापार से आधी है अगर यह 40 45 कम हो रही है फिर क्या हो रहा है इसका मतलब है कि यह कंपनी के लिए एक बड़ी समस्या है जो कि एक बहुत बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और तुरंत ही उन्होंने अपनी बिक्री खो दी तो केवल समस्या जो कंपनी को झेलनी पड़ी और आज भी झेल रहे हैंकी कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे वे लगातार कंपनी बीमार संगठन बनने की ओर चल पड़ेगी और यदि उस समस्या को जल्द से जल्द हल नहीं किया जाता है तो अंततः यह आवश्यक हो सकता है कि कंपनी को बंद करना पड़े इसलिए तब से सेल लाभ कमाने वाला संगठन बनने या बीमारी की स्थिति से बाहर आने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि स्टील सेक्टर करें तो इसका मतलब है कि इन्वेंटरी पर बेचती है कुछ कंपनियों के लिए उनका पहला उद्देश्य व्यापार को अधिकतम करना और अपनी व्यापार की स्थिति को बनाए रखना है या बाजार की स्थिति का विस्तार करना है नकदी के लिए पर्याप्त रूप से बेचने के बाद जब वे क्रेडिट बिक्री के माध्यम से धन मिला और अगर यह उनके अपने संसाधन हैं तो यह उनके स्वयं के संसाधनों से आ रहा है तो इसकी अवसर लागत भी है दो कीमतें समान नहीं हो सकती नकद मूल्य अलग होना चाहिए और क्रेडिट पर खरीदना चाहते हैं तो इसका भुगतान इतना होगा तो अलग अलग कीमतों की पेशकश की जाती है और उस स्थिति में विक्रेता भी नुकसान में नहीं है निर्माता भी नुकसान में नहीं है एक बात यह है कि वह अपनी बिक्री को अधिकतम कर रहा है वह अपने बाजार या उस बाजार को अधिकतम कर रहा है जहां उसकी कंपनियां हैं वह अपनी बाजार हिस्सेदारी को बरकरार रखे हुए है इसलिए नकद बिक्री में नकदी तुरंत आ रही है क्योंकि माल की डिलीवरी देने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए अलग अलग कीमतें हैं इसलिए वे कीमतें बदलती हैं और जो भी कीमत ग्राहक को स्वीकार्य है या वह वितरण नेटवर्क हो सकता है जिस पर वे उत्पाद बेचते हैं लेकिन दोनों ही मामलों में पहले कंपनी के पास नकदी में अधिकतम बिक्री का विकल्प होता है जब नकद खरीदने या नकद क्षमता खरीदार और वितरण नेटवर्क से अधिक होती है उसके बाद क्रेडिट बिक्री की कहानी शुरू होती है और फिर उसे बेचा जाता है अलग अलग कीमतों पर तो इसका मतलब यह है कि यहां भी अलग अलग कीमत क्रेडिट बिक्री देने की मानक नीति है यदि कंपनी ने 2 महीने का फैसला किया है तो कीमत 2 महीने के लिए अलग होगी लेकिन हर मामले में कंपनी इसकी बिक्री को अधिकतम करने में सक्षम है अपने बाजार में हिस्सेदारी को बरकरार रखती है और कंपनी अपनी कीमत को वसूलने में सक्षम है यहां तक कि मूल कीमत भी सभी लागतों के साथ साथ ब्याज लागत को भी शामिल करती है फिर भी कंपनी को कोई समस्या नहीं है इसलिए यदि आप कोई क्रेडिट चाहते हैं तो आप अलग कीमत चुकाएँ

इसलिए बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर कंपनियां क्रेडिट का गठन है अब उदाहरण के लिए अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है उदाहरण के लिए यदि वह भी तुरंत बाजार में जाता है तो ग्राहक कतारों की समस्या होगी लोग जब चाहें तब उत्पाद खरीदना चाहते हैं लेकिन उत्पाद कंपनी के पास नहीं है इसलिए ग्राहक की कतारें वहां होंगी जो विक्रेता के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि यह स्टॉक के लिए यदि वे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और यदि संभव हो तो कीमतों में फेरबदल होगा फिर से जब आउटपुट नहीं है इसलिए अगर इस तरह की स्थिति है तो उन्हें क्रेडिट का मकसद भी है क्योंकि हर कंपनी का अंतिम उद्देश्य बाजार में अधिकतम उत्पादन और बिक्री करना है बाजार का विस्तार करना है इसलिए यदि हम एक बाजार में हैं और यदि हम दूसरे बाजार में जाना चाहते हैं क्योंकि वे भौगोलिक रूप से अलग बाजार हैं तो वे बाजार के अलग सेगमेंट हैं इसलिए यदि आप एक बाजार में हैं तो हम दूसरे बाजार में कहेंगे कि हम एक भारतीय कंपनी हैं जिसका संचालन हम वर्तमान में तीन राज्यों के लिए कर रहे हैं अब जब हम 3 राज्यों में सैचुरेशन पॉइंट देते हैं

वे वितरकों के बीच और खरीदारों के बीच भी आदत विकसित करते हैं और जब लोग इस कंपनी के उत्पाद को खरीदना शुरू कर देते हैं तो नई मार्केट के घटक को बढ़ा सकती है इसलिए उदाहरण के लिए हम चर्चा करेंगे एक छोटी सी कहानी आप सभी ने एक ऐसे उत्पाद के बारे में सुना होगा जो डिटर्जेंट कहा जाता है इसलिए उसे उम्मीद थी कि उस समय वाशिंग पाउडर भी आम आदमी की पहुँच से बाहर था इसलिए केरसनभाई ने एक वाशिंग पाउडर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है और यदि कीमत अपने सबसे कम स्तर पर है तो संभवतः यह लोगों के लिए स्वीकार्य होगा इसलिए उन्होंने एक उत्पाद विकसित किया और उन्होंने इसे मुफ्त में वितरित करना शुरू कर दिया पहले उसने अपने पड़ोसी को वितरित किया और फिर अपनी गली में जहाँ वह रह रहा था फिर जब ग्राहकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी तो उन्होंने इसे अपने रिश्तेदारों और कुछ अन्य निकट और प्रिय लोगों को देना शुरू कर दिया और हर किसी ने बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया दी प्रतिक्रिया अद्भुत थी फिर उसने औपचारिक रूप से बाजार में उत्पाद बेचना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि शुरू में यह मुफ्त बिक्री थी और तब जब उत्पाद को स्वीकार किया गया था और यह बाजार में सफल रहा था अब आप देखते हैं कि आज निरमा कहां है निरमा भारत का एक लोकप्रिय ब्रांड नाम है लेकिन उन्होंने बाजार में उत्पाद को मुफ्त में बेचकर एक कहानी शुरू की है इसलिए यहां हम मुफ्त उत्पाद की बात कर रहे हैं कभी कभी बहुत बड़ी कंपनियां भी ग्राहकों को मुफ्त में उत्पाद बेचती हैं और फिर क्रेडिट पर कम और नकदी पर अधिक बेचना पड़ सकता है और स्थिति को बाद में बदला जा सकता है दूसरा निगरानी और रखाव लागत तब बढ़ेगी जब हमारा मकसद क्रेडिट बनाए रखना और फिर चालान को संरक्षित करना और फिर खरीदार को भुगतान न करने पर नोटिस भेजना और फिर यह सुनिश्चित करना कि भुगतान नियत तारीख पर प्राप्त हुआ है और इन सभी चीजों को करने के लिए कंपनियों को एक विशेष विभाग बनाना होगा जिसे क्रेडिट सेल्स डिपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है इसलिए लागत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी लेकिन वैसे भी जब कंपनियों को क्रेडिट कीमत की बिक्री के लिए कीमतें अलग हैं लेकिन लागत घटक के इस हिस्से से निपटने के लिए कंपनी आमतौर पर इसे प्रचार लागत के रूप में मानती हैं क्योंकि अन्यथा कंपनी को अपने उत्पाद के विज्ञापन पर भी खर्च करना पड़ता है इसलिए आंशिक रूप से वे इसे बाजार में विज्ञापित कर सकते हैं और आंशिक रूप से बिक्री संग्रह विभाग या क्रेडिट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इस कुल लागत को कंपनी द्वारा प्रचार लागत या प्रचार व्यय या विज्ञापन व्यय के रूप में माना जा सकता है या हो सकता है कि हर कंपनी का विज्ञापन बजट हो इसलिए बिक्री संग्रह विभाग को बनाए रखने के लिए या पूंजी की लागत को वसूलने के लिए कंपनी को जो राशि की आवश्यकता होती है उसे पूरा किया जा सकता है और यदि कोई राशि शेष है जिसका उपयोग बाजार में उत्पाद के विज्ञापन के लिए किया जा सकता है तो ये दो मकसद हैं ऑपरेटिव के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण मकसद के लिए चर्चा जारी रखेंगे यह वित्तीय मकसद है और यह मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करुंगा बहुत धन्यवाद